हमने पिछले क्लास में नोट किया है कि 8086 आर्किटेक्चर में दो यूनिट्स शामिल है बस इंटरफ़ेस यूनिट और एक्सेक्यूशन यूनिट तो बस इंटरफ़ेस यूनिट दाईं ओर है इसमें वास्तव में लॉजिक होता है जिसके द्वारा यह एड्रेस बस और डेटा बस को एक्सेस कर सकता है बाईं ओर आप इस एक्सेक्यूशन यूनिट को देखते है जहां वास्तविक एक्सेक्यूशन हो रहा है हम इस पर विस्तार से गौर करेंगे तोयह बस इंटरफ़ेस यूनिट है कुछ 16 बिट रजिस्टर CS DS SS और ES है उन्हें सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है कोड सेगमेंट रजिस्टर डेटा सेगमेंट रजिस्टर स्टैक सेगमेंट रजिस्टर और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर हम शीघ्र ही उनकी कार्यक्षमता पर ध्यान देंगे एक और 16 बिट रजिस्टर है जो इंस्टक्शन पॉइंटर या IP है तो यह IP प्रोग्राम काउंटर के समान है जो हमारे पास 8085 में है 8086 में यह IP और यह CS ये दोनों 20 बिट एड्रेस बस का निर्माण करेंगे इस तरह जब यह डेटा एक्सेस कर रहा होता है तो DS या SS या ES के साथ साथ कुछ अन्य रजिस्टर को मिलाया जा सकता है और आपको डेटा एड्रेस या स्टैक एड्रेस भी मिल जाएगा हम देखेंगे कि मेमोरी एड्रेसेस इस सेगमेंट रजिस्टर और कुछ ऑफसेट के संयोजन से उत्पन्न होते है तो कोड एक्सेस के लिए यह CS और IP दोनों को जोड़ा जाएगा दूसरों के लिए कुछ ऑफसेट मूल्य अन्य सेगमेंट रजिस्टर के साथ जोड़े जाएंगे एक अलग एड्रेस जनरेशन ALU है यह एक 20 बिट ऐडर है और यह ऐडर इस उद्देश्य के लिए समर्पित है इसलिए यदि आप इस डायग्राम पर गौर करते है तो आप देखते है कि एक्सेक्यूशन यूनिट पर एक ALU है जो ऐडिशन करने की क्षमता भी रखता है लेकिन इस ALU को एड्रेस जनरेशन का काम नहीं दिया जाता है इसलिए एड्रेस जेनरेशन के लिए इस मॉड्यूल में एक अलग एड्रेस जेनरेशन ऐडर लगाया जाता है तो CS वैल्यू और यह IP वैल्यू जब वे आ रहे है तब उन्हें 20 बिट एड्रेस प्राप्त करने के लिए एक साथ जोड़ा जाएगा और 20 बिट एड्रेस को इस एड्रेस बस में डाला जाएगा और इस बस कंट्रोल लॉजिक के माध्यम से इसे 8086 बस से कनेक्ट किया जाएगा आप जानते है कि यह 8086 बस यह एक मल्टिप्लेक्सड बस है 20 बिट बस है जिसमें से 20 एड्रेस का गठन कर सकते है 16 बिट्स डेटा का गठन कर सकते है और कुछ स्टेटस बिट्स है जिन्हें यहां 20 बिट्स प्राप्त करने के लिए हायर आर्डर एड्रेस लाइन्स के साथ मल्टिप्लेक्सड किया जाएगा तो हम इस पर एक एक करके गौर करेंगे इस बस इंटरफ़ेस यूनिट का संचालन इस प्रकार है यदि यह एक फिजिकल मेमोरी एड्रेस है तो यह एक फिजिकल मेमोरी है जो 00000 से 20000H के बीच शुरू होती है इस तरह यह अब बढ़ रही है यह सेग्मेंट्स में विभाजित है तो फिजिकल मेमोरी को सेग्मेंट्स में विभाजित किया गया है यह 0 से 2000H एक सेगमेंट हो सकता है यह अगला सेगमेंट है तो हम इसे सेग्मेंट्सकहते है अब ये सेग्मेंट्स कंटीन्यूअस हो सकते है डिसजोइन्ट हो सकते है या ओवरलैपिंग हो सकते है तो सेगमेंट की यह परिभाषा प्रोग्रामर के संबंध में है इसलिए प्रोग्रामर सेग्मेंट्स को कंटीन्यूअस सेग्मेंट्स को डिसजोइन्ट उसी तरह सेग्मेंट्स को ओवरलैपिंग परिभाषित कर सकता है सेगमेंट रजिस्टर सेटिंग्स को नियंत्रित किया जा सकता है जिसके द्वारा आप इस ओवरलैपिंग या डिसजोइन्ट या इस तरह के बीच अंतर कर सकते है यह ओवरलैपिंग पैटर्न इस सेगमेंट रजिस्टर मूल्यों को डालकर नियंत्रित किया जा सकता है एक विशेष प्रोग्राम में सेगमेंट 0 सेगमेंट 1 2 3 4 जैसे कई सेगमेंट शामिल हो सकते है जिनमें से यह सेगमेंट 0 और सेगमेंट 1 है वे कंटीन्यूअस है सेगमेंट 1 के बाद सेगमेंट 2 शुरू होता है और सेगमेंट 1 में पार्शियल ओवरलैपिंग है सेगमेंट 1 भी आंशिक रूप से 3 के साथ ओवरलैप होता है सेगमेंट 2 और 3 पूरी तरह से ओवरलैप होते है फिर 3 और 4 2 और 4 डिसजोइन्ट है इस तरह हम विभिन्न प्रकार के ओवरलैपिंग कर सकते है 8086 1 मेगाबाइट की कुल मेमोरी का समर्थन करता है तो कुल मेमोरी 1 मेगाबाइट है और यह 64K सेग्मेंट्स में विभाजित है तो प्रत्येक सेगमेंट को अधिकतम आकार 64 किलो बाइट मिला है इसलिए अब आप विभिन्न प्रकार के ओवरलैपिंग के बारे में सोच सकते है यह अनिवार्य नहीं है कि आपकी मेमोरी को दो सेगमेंट या चार सेगमेंट या आठ सेगमेंट में विभाजित किया जाए प्रोग्रामर की आवश्यकता के आधार पर यह किया जा सकता है चाहे ओवरलैपिंगहो या नॉन ओवरलैपिंग लेकिन प्रत्येक सेगमेंट का आकार 64 K होगा और फिर CS DS ES और SS जैसे चार सेगमेंट रजिस्टर है तो यह इस 4 सेग्मेंट्स का उपयोग कर सकता है इसलिए यदि सभी सेगमेंट एक दूसरे से अलग है वे एक दूसरे से डिसजोइन्ट है तो यह 64 K 4 से गुणा होता है इसलिए आप 1 मेगाबाइट मेमोरी के भीतर 256 किलो बाइट प्राप्त कर सकते है तो चार सेग्मेंट्स है प्रत्येक सेगमेंट 64 किलो बाइट है इसलिए मेरे पास कुल 256 किलो बाइट मेमोरी हो सकती है जो एक समय में एड्रेसेबल हो सकती है स्वाभाविक रूप से अन्य सेग्मेंट्सहै तो इस 1 मेगाबाइट में से केवल 256 किलो बाइट ही एक्सेसेबल है इसलिए बाकी वहा है तो मूल रूप से उद्देश्य यह है कि मेरे पास एक मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम हो सकता है जहां विभिन्न यूजर प्रोग्राम मेमोरी के विभिन्न हिस्सों में लोड किए जाते है यह सामान्य संरचना प्रदान करता है जैसे आप प्रति यूजर 256 किलो बाइट दे सकते है तो आप चार उपयोगकर्ताओं को सीधे सपोर्ट कर सकते है इसलिए यह सबसे सरल संभव आर्गेनाइजेशन हो सकता है आप इस सेगमेंट रजिस्टर और सेगमेंट परिभाषाओं के किसी अन्य जटिल संयोजन के बारे में सोच सकते है प्रोग्राम सेगमेंट रजिस्टर की सामग्री को बदलकर वांछित सेगमेंट को इंगितकरके सेगमेंट में कोड और डेटा तक पहुंच प्राप्त करते है इसका मतलब यह है कि शायद मेरे प्रोग्राम में मुझे दो डेटा सेगमेंट मिल गए है तो यह एक डेटा सेगमेंट है और यह एक अन्य डेटा सेगमेंट है किसी समय मैं इस डेटा सेगमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं तो उस मामले में किसी भी तरह यह DS रजिस्टर इस की शुरुआत की ओर इशारा किया जाना चाहिए प्रोग्राम के कुछ समय बाद यदि आपको लगता है कि इस डेटा सेगमेंट तक पहुँचने की आवश्यकता है तो आप DS रजिस्टर को बदल सकते है ताकि यह इस डेटा सेगमेंट को इंगित करे तो आप देखते है कि एक समय में आप इस सेगमेंट रजिस्टर के माध्यम से चार अलग अलग सेग्मेंट्स तक पहुंच सकते है लेकिन अगर आप चाहे तो प्रोग्राम में उन सेगमेंट रजिस्टर की सामग्री को बदल सकते है परिणामस्वरूप एक्सेक्यूशन के दौरान यह मेमोरी के विभिन्न रिजियन्स को एक्सेस कर सकता है अगला विषय सेगमेंट रजिस्टर के बारे में है जिसे हम अधिक विस्तार से देखना शुरू करेंगे जैसा कि मैंने कहा चार सेगमेंट रजिस्टर है पहला CS है या इसे कोड सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है यह एक 16 बिट रजिस्टर है तो यह कोड सेगमेंट रजिस्टर मूल रूप से मेमोरी के सेगमेंट की ओर इशारा करता है जिसमें प्रोग्राम का कोड होता है स्वाभाविक रूप से कोड परिवर्तनीय नहीं है तो यह वास्तव में कोड प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी के बीच अंतर करने की कोशिश कर रहा है तो इस प्रोग्राम मेमोरी को इस CS रजिस्टर कोड सेगमेंट रजिस्टर द्वारा इंगित किया जाएगा जबकि इस डेटा मेमोरी को इस डेटा सेगमेंट रजिस्टर द्वारा इंगित किया जाएगा उसी तरह एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है बेशक ओवरराइड विकल्प है यह अनिवार्य नहीं है कि यह कोड सेगमेंट रजिस्टर डेटा एक्सेस के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है ऐसा किया जा सकता है लेकिन इस तरह स्पष्ट रूप से ओवरराइडिंग होनी चाहिए इसलिए यदि आप ओवरराइडिंग नहीं लेते है तो कोड सेगमेंट रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर है इसमें वर्तमान कोड सेगमेंट का बेस या स्टार्ट शामिल है इसलिए एक IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में इस एड्रेस से दूरी या ऑफसेट होगा जिससे अगले इंस्ट्रक्शन बाइट को प्राप्त किया जा सकेगा यदि हम कहते है कि यह मेरी मेमोरी है और उस मेमोरी में मेरा कोड सेगमेंट यहां कहीं है तो यह मेरा कोड सेगमेंट भाग है यह कोड भाग है तो इसका मतलब है कि CS रजिस्टर इस सेगमेंट की शुरुआत को इंगित करेगा और उसके भीतर कुछ समय में अगर हम इस स्टेटमेंट पर है तो यह ऑफसेट है सेगमेंट की शुरुआत से यह दूरी IP रजिस्टर में निहित है इसलिए इस एक्सेस के समाप्त होने के बाद इस IP को अपडेट कर दिया जाएगा जिससे कि IP रजिस्टर अगले इंस्ट्रक्शन को इंगित करेगा यह CS IP इसे सामान्यतः एक जोड़ी के रूप में लिखा जाता है तो CS IP में एक्सेस किया जाने वाला अगला इंस्ट्रक्शन है तो यह एक्सेस किया जाने वाला अगला इंस्ट्रक्शन है इस तरह आप कह सकते है कि इस प्रोग्राम काउंटर के बराबर जो हमारे पास 8085 में है वह CS IP पेयर है CS IP पेयर को 20 बिट वैल्यू में परिवर्तित किया जाएगा हम देखेंगे कि यह कैसे किया जाता है तो यह बस इंटरफ़ेस यूनिट है यह इस 20 बिट फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल रूप से CS रजिस्टर के 4 बिट्स को बाईं ओर स्थानांतरित करके और IP की 16 बिट सामग्री जोड़कर प्राप्त करेगा हम जानते है कि CS रजिस्टर 16 बिट है और यह IP भी 16 बिट है तो यह CS 16 बिट है और IP भी 16 बिट है पहले CS को 4 बिट पोज़िशन्स से बाई ओर स्थानांतरित कर दिया गया है इसलिए अभी आपको यह 20 बिट पैटर्न प्राप्त होता है तो यह 16 बिट CS मूल्य है जिसे बाई ओर स्थानांतरित कर दिया गया है तो आपको एक और चार बिट्स मिलते है जो सभी शून्य है लेकिन कुल संख्या 20 बिट है तो इसके साथ 16 बिट IP जोड़ा जाएगा तो 16 बिट IP यहां कहीं होगा इन बिट्स को शून्य के रूप में लिया जाएगा यह 16 बिट IP है इसलिए इसे जोड़ा जाएगा और परिणामस्वरूप मूल्य 20 बिट होगा तो यह परिणामी मूल्य 20 बिट होगा और यह फिजिकल एड्रेस है तो यह 20 बिट फिजिकल एड्रेस CS रजिस्टर की सामग्री को लॉजिकल रूप से 4 बिट्स से स्थानांतरित करके और उसके बाद 16 बिट IP को जोड़कर बनाया जाएगा तो प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शंस इस CS रजिस्टर की सामग्री के साथ 16 से गुणा किए जाते है और फिर IP द्वारा ऑफसेट प्रदान किया जाता है तो यह विभिन्न स्थानों पर प्रोग्राम को लोड करने के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा प्रदान करता है जैसे कि यदि किसी समय आप पाते है कि प्रोग्राम को मेमोरी लोकेशन 1000 से लोड किया जाएगा तो इस CS रजिस्टर को 1000 से प्रारंभ किया जा सकता है 4 से बाई ओर स्थानांतरित किया जा सकता है और फिर यह IP इस तरह वास्तव में प्रोग्राम चलाने के दौरान CS को 4 बिट्स से बाई ओर स्थानांतरित कर दिया जाएगा जबकि मान लीजिए कि यह प्रोग्राम मेमोरी लोकेशन 01000 से शुरू होता है तो यह 20 बिट एड्रेस है प्रोग्राम इस एड्रेस से शुरू हो रहा है इस प्रयोजन के लिए CS रजिस्टर को 0100 पैटर्न के साथ लोड किया जाना चाहिए और IP रजिस्टर शुरू में शून्य है ताकि जब पहला इंस्ट्रक्शन एक्सेस किया जा सके तो इसे 4 बिट्स द्वारा स्थानांतरित किया जाना चाहिए इसलिए परिणामस्वरूप आपको 01000 का पैटर्न मिलेगा जिसके साथ यह IP वैल्यू जोड़ा जाएगा तो आपको 01000 मिलता है यह पहले स्थान पर पहुंच जाएगा फिर IP को बढ़ाया जाता है और यह अगले स्थान पर पहुंच जाएगा इस तरह यह आगे बढ़ेगा इस तरह से हमारे पास यह 16 बिट ऑफसेट प्रोग्राम रीलोकेशन हो सकता है तो प्रोग्राम रिलोकेशन मतलब सिर्फ CS वैल्यू बदलना और विभिन्न जगहों पर प्रोग्राम लोड करना है इस तरह केवल CS वैल्यू बदलने से प्रोग्राम रीलोकेशन सरल हो जाएगा अगला सेगमेंट रजिस्टर जो हमारे पास है वह डेटा सेगमेंट रजिस्टर है तो यह डेटा सेगमेंट रजिस्टर DS है जिसे रजिस्टर DS भी कहा जाता है तो यह DS रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर है और यह वर्तमान डेटा सेगमेंट को इंगित करता है जैसे CS कोड सेगमेंट को इंगित करता है DS डेटा सेगमेंट को इंगित करता है और अधिकांश इंस्ट्रक्शंस के लिए ऑपरेंड इस सेगमेंट से प्राप्त होता है तो कृपया ध्यान दें यह टर्म्स मोस्ट इंस्ट्रक्शंस है इसलिए यदि आप कहते है कि मैं मेमोरी लोकेशन 2 से सामग्री प्राप्त करना चाहता हूं तो क्या होगा जब मैं 2 कहता हूं तो वास्तव में इसका मतलब DS 2 होगा यानी DS की सामग्री को 4 बिट्स से बाई ओर स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिसे 16 प्लस 2 से गुणा किया जाएगा इसलिए जो भी एड्रेस हो जब मैं कहता हूं कि मुझे मेमोरी 2 की सामग्री चाहिए यह वास्तव में वह लोकेशन है जिसे एक्सेस किया जाएगा DS गुणा 16 प्लस 2 तो इस तरह हमारे पास डेटा सेगमेंट की ओर इशारा करते हुए यह डेटा सेगमेंट रजिस्टर हो सकता है और यह मोस्ट इंस्ट्रक्शंस है जिसका अर्थ है कुछ इंस्ट्रक्शंस डेटा एक्सेस के लिए कुछ अन्य सेगमेंट रजिस्टर का उपयोग करते है उदाहरण के लिए जब आप स्टैक को एक्सेस कर रहे होते है तो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर SS का उपयोग एक्सेस के लिए किया जाता है या कोई अन्य सेगमेंट रजिस्टर ES या एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है जो डेटा सेगमेंट के लिए उपयोग किया जा सकता है इसलिए सोर्स इंडेक्स रजिस्टर SI और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर DI की 16 बिट सामग्री या 16 बिट डिस्प्लेसमेंट का उपयोग 20 बिट फिजिकल एड्रेस की गणना के लिए ऑफसेट के रूप में किया जा सकता है तो SI और DI ये रजिस्टर हम एक्सेक्युशनयूनिट में पाएंगे जैसे कहते है यदि आप इस रजिस्टर AX में जाना चाहते है DS SI की सामग्री तो क्या होता है इस DS रजिस्टर को 16 से गुणा किया जाता है इस तरह यह मुझे 20 बिट वैल्यू दे रहा है इस 20 बिट वैल्यू के साथ इस SI रजिस्टर सामग्री को जोड़ा जाएगा तो आपको 20 बिट एड्रेस मिलेगा तो 20 बिट डेटा एड्रेस उत्पन्न किया जाएगा और इस तरह हमें डेटा एक्सेस के लिए एड्रेस दिया जाएगा इसी तरह एक और रजिस्टर जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है वह है DI रजिस्टर डेस्टिनेशन इंडेक्स आप कई अन्य तरीकों से भी डिस्प्लेसमेंट का उल्लेख कर सकते है इसलिए यदि आप निर्देशों पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि कई अन्य तरीके है जिनके द्वारा हम इस ऑफसेट को उत्पन्न कर सकते है अगला हमारे पास स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है जिसे आमतौर पर SS रजिस्टर के रूप में जाना जाता है तो यह SS रजिस्टर है यह 16 बिट रजिस्टर है और यह वर्तमान स्टैक की ओर इशारा करता है इसलिए जैसा कि आप समझ सकते है कि अगर मैं स्टैक सेगमेंट रजिस्टर SS रजिस्टर सामग्री को बदल देता हूं तो यह मेमोरी में विभिन्न स्थानों को इंगित कर सकता है यह अनिवार्य नहीं है कि मेरी मेमोरी में केवल एक स्टैक हो इसलिए अलग अलग यूजर प्रोग्राम्स में अलग अलग स्टैक सेगमेंट हो सकते है और उन्हें SS रजिस्टर के माध्यम से एक अलग तरीके से एक्सेस किया जा सकता है जब भी हम स्टैक सेगमेंट का पता लगाना चाहते है तो हम उस स्टैक सेगमेंट में जाने के लिए तदनुसार SS रजिस्टर लोड कर सकते है SS एक 16 बिट रजिस्टर है यह वर्तमान स्टैक को इंगित करता है इसलिए इस स्टैक सेगमेंट रजिस्टर द्वारा 20 बिट फिजिकल एड्रेस की गणना की जाएगी और स्टैक पॉइंटर SP का उपयोग पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस के लिए किया जाता है आप इस तरह से 8086 में इंस्ट्रक्शन दे सकते है आपके पास Push AX की तरह एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है तो हम क्या करना चाहते है इस इंस्ट्रक्शन द्वारा हम रजिस्टर AX को स्टैक में सहेजना चाहते है तो इसे किस एड्रेसपर धकेला जाएगा यह 16 से गुणा किए गए सेगमेंट रजिस्टर सामग्री और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर द्वारा निर्धारित किया जाएगा तो इस 8086 के एक्सेक्यूशन यूनिट में एक स्टैक पॉइंटर रजिस्टर उपलब्ध है इसलिए उस मूल्य को 16 गुणा SS के साथ जोड़ा जाएगा और इससे मुझे पता चलेगा कि AX सामग्री कहां जाएगी एक अन्य रजिस्टर है जिसे बेस पॉइंटर या BP कहा जाता है तो इसे एक विशेष एड्रेसिंग मोड में कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए भी उपयोग किया जाता है जिसे बेस एड्रेसिंग मोड कहा जाता है यह इस स्टैक सेगमेंट और इस बेस पॉइंटर का उपयोग करेगा तो इस मामले में क्या होगा मान लीजिए कि मैं इस लोकेशन की सामग्री प्राप्त करना चाहता हूं जो SS BP द्वारा इंगित की गई है तो हम उस उद्देश्य के लिए इंस्ट्रक्शन दे सकते है तो फिर से वही बात 16 को SS प्लस BP से गुणा किया जाता है तो उस विशेष मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया जायेगा और वह सामग्री AX को पास कर दी जाएगी जब भी आप इस स्टैक का उपयोग कर रहे है तो यह पैरामीटर पासिंग प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए है जैसे मान लीजिए कि मुझे एक प्रोसीज़रल P1 मिल गया है और इस प्रोसीज़रल P1 ने प्रोसीज़रल P2 में कुछ पैरामीटर्स abc को पारित कर दिया है तो यह यहाँ abc मिल गए है और P2 के कोड में हम इस abc को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे है मान लीजिए कि AX रजिस्टर में हम A का मूल्य प्राप्त करना चाहते है जिसे हमने पारित किया है तो इस बात को कैसे करें 8085 के मामले में हमने देखा है कि हमें स्टैक से संबंधित पैरामीटर को पॉप आउट करने के लिए इस पुश पॉप इंस्ट्रक्शंस का स्पष्ट रूप से उपयोग करना होगा और फिर ऑपरेशन करना होगा यहाँ यह आवश्यक नहीं है तो यहां स्टैक सेगमेंट में हमें यह abc मिले है यह सभी पैरामीटर जो हमने पास किए है वे स्टैक सेगमेंट रजिस्टर मेमोरी में स्टैक सेगमेंट में है अब यदि स्टैक सेगमेंट रजिस्टर SS इस शीर्ष पर इंगित करता है तो SS 0 यह a है SS 1 b है SS 2 c है तो आप इस BP बेस पॉइंटर को 1 पर इनिशियलाइज़ कर सकते है और फिर आप कह सकते है कि AX को SS BP मिलता है तो क्या होगा SS 1 का मतलब है यह इस b को एक्सेस करेगा परिणामस्वरूप AX को B का मूल्य मिल जाएगा तो यह किया जा सकता है इसलिए हम इन तकनीकों को देखेंगे जब इस बेस एड्रेसिंग मोड को देखा जाएगा तो आप देखते है कि इस मामले में डेटा एक्सेस डेटा सेगमेंट रजिस्टर द्वारा नहीं बल्कि स्टैक सेगमेंट रजिस्टर द्वारा किया जाता है एक और सेगमेंट रजिस्टर है जिसे एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है यह एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर कभी कभी उपयोगी होता है क्योंकि एक सिंगल डेटा सेगमेंट होने के बजाय हमारे पास दो डेटा सेग्मेंट्स हो सकते है इसलिए यदि यह एक मेमोरी है तो मेमोरी में मेरे दो अलग अलग डेटा सेग्मेंट्स हो सकते है और हो सकता है कि यह एक डेटा सेगमेंट हो तो हम इसे डेटा सेगमेंट 1 कहते है और यह एक अन्य सेगमेंट है जिसे हम डेटा सेगमेंट 2 कहते है अब चूंकि हमें एक सिंगल डेटा सेगमेंट रजिस्टर मिला है तो DS को इस सेगमेंट की शुरुआत की ओर इशारा किया जा सकता है अब यदि आप यहाँ से कुछ डेटा को यहाँ स्थानांतरित करना चाहते है तो यह कैसे करें यह बहुत मुश्किल है क्योंकि आप देखते है जब भी आप डेटा एक्सेस कर रहे है तो यह DS ऑफसेट DS Offset की तरह होगा इसलिए एक इंस्ट्रक्शन के भीतर आपको इस सेगमेंट रजिस्टर वैल्यू को बदलना होगा यह संभव नहीं है क्योंकि इस सेगमेंट रजिस्टर मूल्य को बदलने के लिए आपको पहले कुछ मूल्य को DS में ले जाना होगा तो एक संभावना यह हो सकती है कि आप सामग्री को स्थानांतरित कर दे मान लीजिए मैं इस स्थान की सामग्री को इस नए सेगमेंट में इस विशेष स्थान पर कॉपी करना चाहता हूं एक संभावना यह है कि आप इसे कुछ कोड सेगमेंट भाग में कॉपी करते है फिर कोड सेगमेंट से आप इसे कॉपी करते है दो स्टेप्स में आप यह काम करते है लेकिन यह मुश्किल होगा इसके बजाय जो सुविधा प्रदान की जाती है वह यह है मान ले DS इस ओर इशारा करता है तो आपको एक और सेगमेंट रजिस्टर ES मिला है जो इस दूसरे सेगमेंट की ओर इशारा कर रहा है इसलिए इसे एक एक्स्ट्रा सेगमेंट के रूप में माना जाता है तो यह एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है और यह एक एक्स्ट्रा सेगमेंट है जिसमें एक और 64 किलो बाइट मेमोरी को एक्सेस किया जा सकता है तो इस स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस को इस प्रकार के अनुप्रयोग मिले है लेकिन सामान्य तौर पर मैं कह सकता हूं कि MOV AX ESDI तो हमारे पास इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हो सकते है इस तरह से यह ES एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर गुणा 16 प्लस DI उस विशेष मेमोरी लोकेशन की सामग्री AX रजिस्टर में आ जाएगी तो इसे स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस में विशेष उपयोग मिला है जिसे हम बाद में देखेंगे लेकिन अन्यथा भी आप इस एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर का उपयोग कर सकते है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर यह एक 16 बिट रजिस्टर है यह वर्तमान में एक्सेक्यूटिंग कोड सेगमेंट के भीतर एक्सेक्यूट होने वाले अगले इंस्ट्रक्शन को इंगित करता है इसलिए शुरुआत में कोड सेगमेंट रजिस्टर सेगमेंट की शुरुआत को इंगित करता है और IP रजिस्टर सामग्री को शून्य बनाया गया है ताकि क्रमिक इंस्ट्रक्शंस में जब भी एक इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो तो यह IP वैल्यू अपडेट हो जाए और CS वैल्यू वही बना रहे IP वैल्यू अपडेट किया जाता है ताकि वह CS रजिस्टर को प्रभावित किए बिना अगले इंस्ट्रक्शन पर जा सके तो इस रजिस्टर में कोड सेगमेंट क्षेत्र के इस 64 किलो बाइट के भीतर अगले इंस्ट्रक्शन कोड की ओर इशारा करते हुए 16 बिट ऑफ़सेट एड्रेस है और इसकी सामग्री स्वचालित रूप से कार्यान्वित की जाती है जैसे ही अगले इंस्ट्रक्शन का एक्सेक्युशन होता है तो यह बहुत संभव है यह स्वचालित वृद्धि बहुत संभव है क्योंकि हमें बस इंटरफ़ेस यूनिट में डेडिकेटेड ऐडर मिला है इसलिए ALU जो हमारे पास एक्सेक्युशन यूनिट में है को प्रभावित किए बिना इस इंटरफ़ेस ऐडिशन के लिए आप इसका उपयोग कर सकते है तो बस इंटरफ़ेस यूनिट में अगला महत्वपूर्ण घटक जो हमारे पास है वह इंस्ट्रक्शन क्यू है जैसा कि मैंने कहा कि इंस्ट्रक्शन क्यू 6 बाइट होती है और इसमें प्रत्येक लोकेशन 8 बिट चौड़ा है और ऐसी 6 क्यू है आपको याद है कि 8085 के मामले में हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या IR था और मैंने कहा कि जब भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी से CPU में लाया जाता है तो यह इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन रजिस्टरमें आ रहा है यहां एक कदम आगे बढ़ाया गया है जैसे कई बार क्या होता है कि यह एक्सेक्यूशन यूनिट कुछ इंस्ट्रक्शंस को एक्सेक्यूट करने में व्यस्त होगा हो सकता है कि इंस्ट्रक्शंस को एक्सेक्यूट करते समय यह इस बस का उपयोग न कर रहा हो क्योंकि हो सकता है कि यह यहाँ पर रजिस्टर ऑपरेशन्स कर रहा हो इस तरह इसे बस का उपयोग करने की जरूरत नहीं है इसलिए वर्तमान इंस्ट्रक्शन खत्म होने की प्रतीक्षा करने के बजाय यह बस इंटरफेसिंग यूनिट प्रोग्राम मेमोरी से प्रोग्राम के अगले बाइट्स प्राप्त करने के लिए कह सकता है तो वास्तव में यह किया जाता है इंस्ट्रक्शन क्यू में इंस्ट्रक्शन प्राप्त होते है उन्हें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के क्रम में रखा जाता है तो यह एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू या FIFO क्यू है जिसमें समय से पहले 6 बाइट तक इंस्ट्रक्शन कोड एक समय में मेमोरी पर लाए जाते है हम देखेंगे कि इस 8086 के कई इंस्ट्रक्शंस 6 बाइट्स तक जा सकते है इसीलिए यह संख्या 6 ली गई है ताकि यदि 6 बाइट्स प्राप्त होंगे तो इसका मतलब है कि कम से कम निश्चित रूप से एक पूरा इंस्ट्रक्शन क्यू में उपलब्ध है अब निश्चित रूप से ऐसे इंस्ट्रक्शंस है जो 6 बाइट्स से छोटे है इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन यह हमेशा इस 6 बाइट क्यू को भरने की कोशिश करेगा तो यह इंस्ट्रक्शन लाने के लिए किया जाता है ताकि इंस्ट्रक्शन फेच और एक्सेक्यूशन को ओवरलैप करके एक्सेक्यूशन को तेज किया जा सके फेच और एक्सेक्यूट यह ओवरलैपिंग है इसलिए जब वह आंतरिक रूप से एक्सेक्यूशन भाग कर रहा है तो इस बस के माध्यम से फेच भाग चल रहा है इस तरह हमारे पास यह इंस्ट्रक्शन क्यू हो सकती है तो यह पाइपलाइनिंग है हमने पहले दिखाया है कि फेच डिकोड और एक्सेक्युशन के बीच पाइपलाइनिंग है तो हम कह सकते है कि यहां पाइपलाइनिंग को थोड़ा आगे ले जाया गया है जहां इस फेच में मेमोरी से इस इंस्ट्रक्शन का 6 बाइट प्रीफेच है आगे हम इस एक्सेक्युशन यूनिट भाग में देखेंगे एक्सेक्युशन यूनिट में जिम्मेदारी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने और उसको एक्सेक्यूट करने की है एक्सेक्युशन यूनिट में एक डिकोडर है जो कि कंट्रोल सिस्टम है तो यह कंट्रोल सिस्टम यह एक डिकोडर है तो इस इंस्ट्रक्शन क्यू से यह क्रमिक बाइट्स प्राप्त करेगा और यह इस आंतरिक कंट्रोल सिस्टम को करेगा यह कंट्रोल सीक्वेंस का निर्धारण करेगा जैसा कि हमने 8085 में भी देखा है अलग अलग क्लॉक स्टेप्स में सिग्नल्स को उत्पन्न किया जाना है तो यह अलग अलग क्लॉक साइकल्स के लिए उन आंतरिक सिग्नल्स को उत्पन्न करेगा तदनुसार यह इस रजिस्टर इस ALU और इस बस पर उपलब्ध इस नियंत्रण वगैरह को सक्रिय करेगा और इस तरह से यह संचालन कर रहा होगा तो हमें यह 16 बिट ALU मिला है यह ALU 16 बिट है जबकि यह ऐडर जो हमारे पास बस इंटरफ़ेस में है वह 20 बिट है तो इसमे अंतर है यह 16 बिट है और यह 20 बिट है यह 16 बिट ALU अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन्स करने के लिए है उसके बाद हमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स AX BX CX और DX मिल गए है तो ये रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर है और उन्हें 8 बिट पेअर के रूप में भी सोचा जा सकता है जैसे कि AX को दो 8 बिट रजिस्टर्स AH और AL में विभाजित किया जा सकता है BX को दो 8 बिट रजिस्टर्स के बारे में सोचा जा सकता हैBH और BL इस तरह उन्हें 16 बिट रजिस्टर्स या दो 8 बिट रजिस्टर्स के रूप में एक्सेस किया जा सकता है कुछ और 16 बिट रजिस्टर स्टैक पॉइंटर SP बेस पॉइंटर BP और इंडेक्स रजिस्टर्स SI और DI है SI सोर्स इंडेक्स है और DI डेस्टिनेशन इंडेक्स है यह SI और DI इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिंग मैनीपुलेशन और डेटा के ब्लॉक ट्रांसफर के लिए बहुत उपयोग किया जाता है जैसा कि मैंने कहा कि इन 16 बिट रजिस्टर्स में से कुछ को दो 8 बिट पेयर्स के रूप में एक्सेस किया जा सकता है और यह SI DI सोर्स इंडेक्स डेस्टिनेशन इंडेक्स मेमोरी के एक हिस्से की सामग्री को किसी अन्य हिस्से में ट्रांसफर करने के लिए मल्टी बाइट डेटा मूवमेंट के लिए भी उपयोगी है इसलिए इस उद्देश्य के लिए भी इस SI DI का उपयोग किया जाता है